नमस्ते सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले दो व्याख्यानों में हमने देखा कि कैसे एक हमलावर एक बफर ओवरफ्लो भेद्यता का शोषण करके प्रक्रिया के में कोड इंजेक्ट कर सकता है और फिर उस विशेष कोड को निष्पादित करने के लिए मजबूर करता है बाद में हमने इस विशेष भेद्यता के लिए दो अलग रक्षा तंत्र देखा पहला कैनरी का उपयोग कर रहा था जहां बफर ओवरफ्लो का पता लगाया गया था दूसरा प्रोसेसर द्वारा समर्थित एनएक्स बिट है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है एनएक्स बिट उस स्टैक से क्रियांवित अक्षम होगा हालांकि सुरक्षा हमेशा एक चूहा और बिल्ली का खेल है और हमलावरों को एक शोषण बनाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा और फिर रक्षकों को एक तरह से अपने सिस्टम पर चलने से उस विशेष शोषण को रोकने के लिए रास्ता मिल जाएगा अब हमलावरों को फिर से इस रक्षा तंत्र को लिंकड लाइब्रेरी बाईपास और उनके हमले को चलाने के लिए रास्ता मिल जाएगा इसलिए इस तरह हमलावरों और रक्षकों के बीच एक निरंतर चक्र है और इसके परिणामस्वरूप हमले अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं और इस प्रकार इन हमलों को रोकने के लिए बेहतर बचाव रणनीतियों की आवश्यकता है इस विशेष व्याख्यान में हम Return to Libc Attack के नाम से हमले का एक नया रूप देखेंगे यह विशेष हमला स्टैक में बफर ओवरफ्लो भेद्यता का भी शोषण करता है हालांकि पिछले शोषण के विपरीत हमने देखा है जहां कोड स्टैक से निष्पादित है इस विशेष हमले में हम किसी भी कोड को निष्पादित नहीं करते हैं जो स्टैक बनाते हैं और इस तरह से हमला उस विशेष स्टैक के लिए मौजूद एनएक्स बिट डिफेंस के साथ भी चलेगा आइए देखते हैं कि यह हमला कैसे आगे बढ़ता है आइए हम यह शुरू करें कि लिबेक क्या है लिबेक एक गतिशील रूप से लिंकड़ लाइब्रेरी है जो लिखा गया लगभग हर सी प्रोग्राम से जुड़ा हो जाता है अब लिब्स में बड़ी संख्या में मानक सी फ़ंक्शन के कार्यान्वयन होते हैं जिसका हम आमतौर पर उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए स्ट्रॉपी प्रिंटफ स्कैनफ फ्लीपेन फ्क्लोज स्ट्रैकैट आदि सभी लिब्स में मौजूद हैं लिब्स में आसानी से हजार से अधिक कार्य लागू किए जाते हैं यह सरल Hello World प्रोग्राम है जोकि हमने पिछले व्याख्यान में देखा है जो सिर्फ प्रिंट Hello world प्रिंटफ स्टेटमेंट को आमंत्रित करके करता है यहां तक कि इस कार्यक्रम में लिब्स वर्तमान वर्चुअल एड्रेस स्पेस में भी है उदाहरण के लिए यदि आप इस विशेष स्लाइड को देखते हैं जो Hello World कार्यक्रम के लिए आभासी मेमोरी मानचित्र प्रदर्शित करता है तो हम देखते हैं कि लिब्स के अनुरूप तीन प्रविष्टियां हैं इसलिए ये तीनों प्रविष्टियां पूरी लिब्स के अनुरूप हैं अब Libc एक हजार से अधिक अलग कार्य किया है और इस कार्यों के सभी इस आभासी पते के नक्शे में मौजूद है औरयहां पर मौजूद इन पतो में से किसी के द्वारा पहुँचा जा सकता है तो यह देखते हुए कि हम जानते है कि Libc क्या है और कैसे Libc हमले के लिए एक वापसी वास्तव में काम करता है तो पिछले हमले की तरह जहां हमलावर ने एक बफर को ओवरफ्लो किया और स्टैक पर उस विशेष बफर के शुरुआती स्थान पर रिटर्न एड्रेस पॉइंट बनाया इसी तरह से रिटर्न टू लिबक अटैक बफर को ओवरफ्लो करेगा और फिर रिटर्न एड्रेस को कुछ अन्य मनमाने पते से बदल देगा हालाँकि यह मनमाना पता अब एक Libc में कुछ विशेष कार्य की ओर इशारा कर रहा है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि Libc किसी विशेष प्रक्रिया के पूरे खंड का हिस्सा है और इसलिए यह निष्पादित हो सकता है दूसरे शब्दों में एनएक्स बिट LibC में कार्यों के लिए निर्धारित नहीं है तो यहाँ क्या होता है यह मानकर कि यह फ़ंक्शन F1 Libc में एक मान्य फ़ंक्शन है हम उस बिंदु तक बफर को ओवरफ्लो कर रहे हैं जहां रिटर्न एड्रेस बल्कि स्टैक पर मौजूद वैध रिटर्न एड्रेस को F1 के पते से बदल दिया जाता है जो वास्तव में विशेष प्रक्रिया के कोड सेगमेंट में मौजूद है तो इस तरह से हम NX बिट सेट के बावजूद निष्पादन को कम करने में सक्षम हैं हम LibC में मौजूद कुछ मनमाने ढंग से कार्य करने में सक्षम हैं तो अगला सवाल यह है कि यह फ़ंक्शन F1 क्या होना चाहिए ऐसे कई विकल्प हैं जो संभव हैं इसलिए एक विकल्प जिसे हम वास्तव में आज देखेंगे वह सिस्टम फ़ंक्शन के रूप में जाना जाता है तो एक फ़ंक्शन जिसे हम F1 के लिए देखेंगे वह फ़ंक्शन सिस्टम है अब सिस्टम एक फ़ंक्शन है जो कि Libc में मौजूद है यह इनपुट के रूप में स्ट्रिंग नहीं लेता बल्कि यह इनपुट के रूप में एक स्ट्रिंग को एक पॉइंटर ले जाता है और इस स्ट्रिंग में एक निष्पादन योग्य होता है उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है और हम स्ट्रिंग बिन बैश "binbash" पास कर रहे हैं तो इस विशेष फ़ंक्शन का परिणाम यह होगा कि बैश शेल बन जाता है अब हम कहते हैं कि हम एक पेलोड का निर्माण करना चाहते हैं जो पहले एक शेल बनाता है इसका मतलब यह होगा कि हमें सिस्टम जैसे फंक्शन के लिए एक्जक्यूट करना होगा और सिस्टम के पैरामीटर के रूप में बिन बैश "binbash" पास करना होगा तो इसका मतलब है कि हमें दो चीजों की आवश्यकता है हमें सिस्टम के लिए पते को F1 पते के रूप में निर्दिष्ट करना होगा और सिस्टम के उस विशेष पते का उपयोग करके बफर को ओवरफ्लो करना होगा दूसरे किसी भी तरह हमें इस विशेष स्ट्रिंग बिन बैश string "binbash" के लिए एक सूचक पास करने में सक्षम होना चाहिए ताकि सिस्टम निष्पादित हो और यह एक तर्क प्राप्त करने में सक्षम हो जो बिन बैश "binbash" है तो संक्षेप में बताएं कि libc हमले पर वापसी के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है इस प्रकार है हमें आपके libc में सिस्टम फ़ंक्शन का पता खोजने की आवश्यकता है दूसरा हमें इस विशेष पते के साथ बफर को ओवरफ्लो करना होगा ताकि स्टैक पर स्थित रिटर्न एड्रेस को सिस्टम के पते से बदल दिया जाए दूसरे हमें सिस्टम के तर्क को पास करने की आवश्यकता है जो अनिवार्य रूप से स्ट्रिंग बिन बैश string "binbash" का सूचक है तो आइए देखें कि यह कैसे हो सकता है तो जो हमें आवश्यक है वह स्टैक लेआउट है जो कुछ इस तरह दिखता है उस स्थान पर जहां रिटर्न पता संग्रहीत किया जाता है हम सिस्टम का पता संग्रहीत करते हैं दूसरे स्टैक में 4 बाइट्स के उच्च स्तर पर हमारे पास एक चरित्र पॉइंटर होता है जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस में कुछ स्थान पर इंगित करता है जहां स्ट्रिंग बिन बैश string "binbash" मौजूद है अब यहां क्या होता है कि जब फ़ंक्शन इसे पूरा करता है और रिटर्न करता है तो रिटर्न पता स्टैक से लिया जाता है इस स्थिति में रिटर्न एड्रेस सिस्टम है निष्पादन लिबक में मौजूद सिस्टम फ़ंक्शन में है और इस विशेष फ़ंक्शन के लिए तर्क यह वर्ण सूचक बिन बैश "binbash" की ओर इशारा करता है तो लिबक में यह फ़ंक्शन सिस्टम अनिवार्य रूप से निष्पादन योग्य बिन बैश "binbash" निष्पादित करेगा तो अगली बात जो हमें निर्धारित करने की आवश्यकता है वह है सिस्टम का पता और वास्तव में यह विशेष सूचक क्या है तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कैसे पता करें कि पूरे वर्चुअल एड्रेस स्पेस में यह खास फंक्शन सिस्टम कहां मौजूद है इसलिए हम इस प्रकार कर सकते हैं कि हम GDB या OBJDUMP जैसे किसी भी अन्य टूल का उपयोग कर सकते हैं और इस GDB को इस विकल्प q और निष्पादन योग्य के साथ चलाएं और हम मुख्य रूप से एक विराम बिंदु सेट करते हैं प्रोग्राम को चलाएं और जब ब्रेक पॉइंट मारा जाता है तो हम p system का उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है प्रिंट सिस्टम और जैसा कि हम यहां देखते हैं हमें इस विशेष चीज़ का यह मान मिलता है जो 0x28085260 है जो अनिवार्य रूप से उस स्थान का पता है जहां सिस्टम फ़ंक्शन है वर्तमान इसी तरह हम पूरे निष्पादन योग्य में कहीं पा सकते हैं जहाँ स्ट्रिंग बिन बैश string "binbash" मौजूद है इसलिए इस विशेष उदाहरण में यहां हमने पर्यावरण चर पर विचार किया है जो इस प्रक्रिया में मौजूद है इसलिए जैसा कि हम यहां देखते हैं कि इस पर्यावरण चर में एक विशेष रेखा है जो वास्तव में स्ट्रिंग बिन बैश string "binbash" है अब हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि GDB जैसी कोई चीज हम सटीक पते को निर्धारित करते हैं जहां बिन बैश "binbash" मौजूद है अब जब हमने पहचान लिया है कि सिस्टम का पता कहाँ मौजूद है और साथ ही हमें निष्पादन योग्य में एक स्ट्रिंग मिली है जिसमें बिन बैश "binbash" है और हमें उस विशेष स्ट्रिंग का पता मिल गया है हम अपना शोषण करने के लिए तैयार हैं इसलिए हम जो करते हैं वह निम्न प्रकार से होता है हम बफर को ओवरफ्लो करते हैं और उस स्थान पर जहां रिटर्न एड्रेस मौजूद था हम इसे इस विशेष पते 0x28085260 से बदल देते हैं जो अनिवार्य रूप से libc में मौजूद सिस्टम फ़ंक्शन के लिए और 4 बाइट्स की भरपाई के लिए पता है स्टैक पर हमारे पास पता 0xbffbffe25 है जो अनिवार्य रूप से बिन बैश स्ट्रिंग "bibbash" string का सूचक है जिसे हमने पर्यावरण में पाया है इसलिए जब यह विशेष कार्यक्रम चलता है तो हमारे पास बैश बिन बैश "binbash" होता है अब आदेश में कि हम इस विशेष कार्यक्रम को ठीक से समाप्त कर दें कि हम अतिरिक्त रूप से क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन एक्जिट है जिसे अनिवार्य रूप से पता 0x281130d0 है इसलिए अब क्या होता है सिस्टम फ़ंक्शन निष्पादित करता है यह तर्क के रूप में बिन बैश पॉइंटर "binbash" pointer लेता है और उसके बाद फ़ंक्शन इस विशेष फ़ंक्शन को पूरा करता है जो निकास फ़ंक्शन को इंगित करता है तो इस तरह से हम Libc में मौजूद सिस्टम फंक्शन को एक्जक्यूट करने में सक्षम हैं हम एक पेलोड को चलाने में सक्षम हैं जो इस मामले में बिन बैश शेल "binbash" shell है और फिर इस विशेष प्रोग्राम से बाहर भी निकलता है रिटर्न टू लिबक हमले का एक बड़ा फायदा यह है कि यह एक गैर निष्पादन योग्य स्टैक के साथ काम कर सकता है हालांकि रिटर्न टू लिबक हमले की एक प्रमुख सीमा है सीमा यह है कि हमलावर लिबक द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यों से विवश है उदाहरण के लिए यदि लिबक में सिस्टम फ़ंक्शन नहीं है तो हम इस विशेष व्याख्यान में जिस हमले पर चर्चा करेंगे वह कार्य नहीं करेगा इस प्रकार एक सीमा होती है कि हमलावर क्या कर सकता है अगले व्याख्यान में हम रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या आरओपी हमले के रूप में जाना जाने वाले एक और हमले को देखेंगे जहां हमलावर उन कार्यों तक सीमित नहीं है जो लिबक का समर्थन करते हैं बल्कि किसी भी मनमाने ढंग से पेलोड बना सकते हैं